कंडक्शनconduction चालन द्वारा हीटheat ऊष्मा ट्रांसफरtransfer अंतरण यह हीट ट्रांसफर क्रियाविधि है जहाँ हीट बॉडी के किसी गर्म भाग से किसी ठोस के माध्यम से बॉडी के किसी ठंडे भाग तक प्रवाहित होती है इस ब्लॉक पर विचार करें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है जिसके माध्यम से q हीट पावर फ्लो होता है जो हीट पावर Q बाय क्रॉस सेक्शन एरिया A द्वारा दिया जाता है गर्म सतह T1 पर है ठंडी सतह यह T2 पर है और क्लॉक की मोटाई Δx है अब q दिया जाता है h जो मूल रूप से h ΔT संबंध से प्राप्त होता है यह तापीय गुणांक संबंध है जहां h तापीय गुणांक है अब वहां एक और पैरामीटर k है जिसे साहित्य में और भौतिकी तालिकाओं में परिभाषित किया गया है इसे थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल गुणांक h Δx के रूप में परिभाषित किया जाता है Δx इस ब्लॉक की मोटाई या ब्लॉक की लंबाई है जो हिट प्रवाह दिशा के साथ वाट प्रति डिग्री केल्विन प्रति मीटर में मापा जाता है तो इसलिए h तापीय गुणांक थर्मल चालकता k Δx द्वारा दिया जाता है तो यहां k Δx को प्रतिस्थापित करते हुए आप पाएंगे कि स्पेसिफिक पावर q k ΔTΔx के बराबर है अब यह हिट प्रवाह दर इक्वेशन या फौरिएर लॉ है यदि आप ब्लॉक के क्रॉस सेक्शन एरिया से पूरे में गुणा करते हैं तो आपको Q मिलेगा जो कि k A ΔTΔx के रूप में प्राप्त करेंगे और यहां से आप देख सकते हैं कि Rθ थर्मल प्रतिरोध Δx kA के अलावा और कुछ नहीं है देखिए कि थर्मल प्रतिरोध हिट पावर प्रवाह के ऑर्थोगोनल क्रॉस सेक्शन एरिया के विपरीत आनुपातिक है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा थर्मल प्रतिरोध उतना ही कम होगा और उस मटेरियल के माध्यम से हिट कंडक्शन बेहतर होगा इस प्रकार हिट सिंक में यही कारण है कि उनके पास सजे हुए पंख मूल रूप से बिना बहुत अधिक वॉल्यूम बढ़ाएं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं ताकि हिट पावर प्रवाह सामान्य रूप से हो सके तो इसलिए पंख वास्तव में बहुत अधिक क्रॉस सेक्शन एरिया देते हैं और परिणामस्वरूप हिट सिंक में कम थर्मल प्रतिरोध होता है तो अधिक एरिया होने से थर्मल प्रतिरोध बेहतर होगा थर्मल प्रतिरोध कम होगा तो यह संबंध q kA ΔT Rx जहां R थर्मल प्रतिरोध हे Rθ Δ x kA कंडक्शन के द्वारा हिट ट्रांसफर में बहुत महत्वपूर्ण संबंध है इसलिए कंडक्शन के द्वारा हिट ट्रांसफर यह वही है जो सामान्य रूप से साहित्य उपयोग करता है जहां k यहां थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल गुणांक Δx कहलाता हैं अब यह एक मटेरियल की विशेषता है इसलिए k 410 वाट प्रति डिग्री केल्विन प्रति मीटर सिल्वर के लिए यह कोपर के लिए 385 एल्यूमीनियम के लिए 211 स्टील के लिए 476 ग्लास के लिए 105 आप देखते हैं कि यह ग्लास के लिए इतना कम है क्योंकि ग्लास एक अच्छा थर्मल इन्सुलेटर है फिर भी बेहतर थर्मोकोल जो आपको सामान्य रूप से मिलता है और पैकिंग सामग्री होती है और यह वास्तव में पोल्युरेथीन है थर्मोकोल के लिए 0025 और फिर भी हवा 0026 है इसलिए आप देखते हैं कि अभी भी हवा थर्मोकोल ग्लास सभी बहुत अच्छे थर्मल इंसुलेटर हैं और उच्चतर स्तर पर हैं जहां k का बड़ा मान है वे सभी हिट के बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं इसलिए जहाँ आप चाहते हैं कि हिट को जल्द से जल्द कम से कम प्रतिबाधा के साथ कंडक्ट किया जाए आपको उन थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू का उपयोग करना होगा जो उच्चतर हैं और यदि आप हिट को बनाए रखना चाहते हैं आप नहीं चाहते कि हिट बाहर निकले तो आपको कम थर्मल कंडक्टिविटी वाले मटेरियल के साथ पैक करना होगा